माइक्रोवेव ट्यूब I लीनियर बीम ट्यूब टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन नमस्कार मेरा नाम राजबाला है मैं प्रोफेसर गिरीश कुमार के मार्गदर्शन में PhD कर रहा हूं मैं माइक्रोवेव ट्यूब्स पर कुछ व्याख्यान दूंगा इस विषय को कवर करने की रूपरेखा है पहले मैं कन्वेंशनल ट्यूबके परिचय के साथ शुरू करूँगाऔर उसके बाद कन्वेंशनल ट्यूबों की उच्च फ्रीक्वेंसी सीमाओं के बारे में बात करूंगा तब मैं माइक्रोवेव ट्यूब जैसे क्लेस्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेव ट्यूब और मैग्नेट्रॉन पर चर्चा करूंगा मैं उनके फायदे नुकसान कार्य सिद्धांत और अनुप्रयोगों पर चर्चा करूंगा तो हम शुरू करते हैं वैक्यूम ट्यूब जैसे ट्रायोड टेट्रोड पेंटोड आदि ये कन्वेंशनल ट्यूबके उदाहरण हैं और वैक्यूम ट्यूब क्या हैं वैक्यूम ट्यूब वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में वैक्यूम के माध्यम से प्रवाहित होते हैं सामान्यतया वैक्यूम ट्यूब में एक कैथोड एक एनोड और एक या एक से अधिक ग्रिड होते हैं इन ग्रिडों का उपयोग क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है चूंकि वैक्यूम ट्यूब वोल्टेज नियंत्रित उपकरण हैं इसलिए ग्रिड वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज होंगे वैक्यूम ट्यूबों को बहुत अधिक वोल्टेज पर संचालित किया जा सकता है और ये उच्च पावर भी उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन ये वैक्यूम ट्यूब माइक्रोवेव फ़्रिक्वेंसी के नीचे ही उपयोगी हैं क्योंकि माइक्रोवेव फ़्रिक्वेंसी पर इन कन्वेंशनल ट्यूबमें कुछ सीमाएँ होंगी जैसे कि इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस लीड इंडक्टेंस ट्रांजिट टाइम इफ़ेक्ट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट लिमिटेशन और इसी तरह मैं एक एक करके इन सीमाओं पर चर्चा करूंगा तो हम इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस के साथ शुरू करते हैं अब पहला सवाल यह है की कैपेसिटेंस कहाँ मौजूद है डाई इलेक्ट्रिक द्वारा अलग किए गए दो धातु प्लेटों के बीच हुआ कैपेसिटेंस मौजूद है अब वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड का एक उदाहरण लेते हैं तो ट्रायोडमें तीन इलेक्ट्रोड हैं एक ग्रिड है फिर प्लेट और अन्य कैथोड है इन इलेक्ट्रोडों को एक डाई इलेक्ट्रिकहवा द्वारा अलग किया जाता है जिसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तो ट्रायोड के इलेक्ट्रोड के बीच कैपेसिटेंस मौजूद होनी चाहिए तो इन कैपेसिटेंस को इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस के रूप में जाना जाता है आम तौर पर एक डाई इलेक्ट्रिक द्वारा अलग की गई दो प्लेटों के बीच की कैपेसिटेंस cεAd द्वारा दी जाती है जहां Ɛ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है A प्लेटों का क्षेत्र है और d प्लेटों दूरी है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस द्वारा दिया जाता है इसका मतलब है XC फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रपोर्शनल है इसलिए जैसा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाती है और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीयों पर इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को शॉर्ट सर्किट द्वारा अनुमानित किया जा सकता है अब इस अवधारणा को इस ट्रायोड पर लागू करना तो हम कहते हैं कि ग्रिड और एनोड के बीच माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर कैपेकैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट द्वारा अनुमानित की जाति है फिर ग्रिड में जो भी वोल्टेज मौजूद होता है उसे सीधे एनोड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो कोई एमप्लीफिकेशन नहीं होगी तो इस डिवाइस ट्रायड का लाभ कम हो जाएगा अब कन्वेंशनल ट्यूब की अगली सीमा पर आगे बढ़ें जो लीड इंडक्टेंस है अब फिर से वही सवाल कहां इंडक्टेंस मौजूद है एक इंडक्टेंस कंडक्टिंग वायर के लिए एक मौजूद है उदाहरण के लिए इस ट्रायोड के लिए तीन इलेक्ट्रोड हैं तो ये इलेक्ट्रोड के तार हैं तो इन इलेक्ट्रोड के लिए इंडक्टेंस मौजूद होना चाहिए तो तीन इंडक्टेंस हैं L ग्रिडL प्लेट और L कैथोड हैं अब सामान्य रूप से एक प्रवाहकीय तार का इंडक्टेंस L l𝜇A द्वारा दिया जाता है जहां l कंडक्टर तार की लंबाई है µ सामग्री की परमियाबिलिटी है और A कंडक्टर तार का क्रॉस सेक्शन एरिया है और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL2πfL द्वारा दी जाती है इसका मतलब है XL फ्रीक्वेंसी के सीधे प्रोपोर्शनल है इसलिए जैसा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीयों पर इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत अधिक होती है और इस उच्च एमपीडांस के कारण इनपुट पोर्ट के साथ साथ आउटपुट पोर्ट पर इंपेडेंस मैचिंग समस्या होगी तो इस इंपेडेंस के बेमेल होने के कारण इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट से रिफ्लेक्शन होंगे और इन रिफ्लेक्शन के कारण जो भी इनपुट हम डिवाइस ट्रायोड को देते हैं उस इनपुट का छोटा अंश एमप्लीफिकेशन के लिए टर्मिनल तक पहुंच जाएगा और इसलिए इस उपकरण का लाभ कम हो जाता है हम इसे दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं कि कैथोड का इंडक्टेंस ग्रिड और प्लेट दोनों के लिए सामान्य है तो यह आउटपुट से इनपुट तक फीडबैक प्रदान करेगा और इस प्रतिक्रिया के कारण इस ट्रायड का गेन कम हो जाता है अब एक और बात यह है कि अवांछित रेजोनेंट सर्किट इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस और लीड इंडक्टेंस से बनता है और इन रेजोनेंट सर्किटों ने पैरासिटिक ऑसिलेशंस का उत्पादन किया और ये पैरासिटिक ऑसिलेशंस डिवाइस के प्रदर्शन को बाधित करेंगे अब अगली सीमा पर चलते हैं जो ट्रांजिट टाइम इफ़ेक्ट है ट्रांजिट टाइम इफ़ेक्ट क्या है एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिट टाइम इफ़ेक्टएक इलेक्ट्रॉन द्वारा कैथोड से एनोड तक यात्रा करने के लिए लिया गया समय होता है हमें ट्रायोड के लिए एनोड और कैथोड के बीच की दूरी d है और इलेक्ट्रॉन का औसत वेलोसिटी v0 है तो ट्रांजिट टाइम वेलोसिटी से विभाजित दूरी होगी इसका मतलब है कि 𝛕 dv0और ट्रांजिट कोण 𝜭g⍵𝛕 ⍵dv0 होगा अब हम कहते हैं कि यह इस डिवाइस को दिया गया इनपुट वोल्टेज है जहां यह T इनपुट सिग्नल की टाइम पीरियड है अब फ्रीक्वेंसी के प्रभाव का विश्लेषण करने से पहले आइए देखें कि क्या होता है यदि इस उपकरण के इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन होता है इसलिए पॉजिटिव वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनों को कैथोड से एनोड तक जाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी लेकिन जैसे ही वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलता है इलेक्ट्रॉनों को कैथोड की ओर आकर्षित किया जाएगा तो अब देखते हैं कि यदि फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है तो क्या होता है तो कम फ्रीक्वेंसीयों के लिए इनपुट सिग्नल कीटाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट टाइम की तुलना में बहुत अधिक है इसलिए जब वोल्टेज लागू किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी और वे पॉजिटिव से नेगेटिव में परिवर्तन होने से पहले तुरंत एनोड में चले जाएंगे लेकिन उच्च फ्रीक्वेंसीयों के लिए इनपुट सिग्नल की टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट टाइम की तुलना में बहुत कम होती है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के एक ट्रांजिट टाइम में इनपुट 10 से 100 गुना बदल जाता है इसलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को इनपुट के पॉजिटिव आधे चक्र में पोटेंशियल एनर्जी मिलती है जो एनोड की ओर बढ़ने लगती है लेकिन इससे पहले कि वह एनोड तक पहुंच सके इनपुट पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल जाता है और नेगेटिव आधे साइकिल में एनर्जी को वापस ले जाया जाएगा और इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर आकर्षित होगा और इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से लाल रेखा द्वारा दिखाया जाएगा अब फिर से पॉजिटिव आधा चक्र आता है और इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर बढ़ेगा और फिर नेगेटिव आधा चक्र होगा इसलिए इस तरह यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इस प्रक्रिया के कारण इलेक्ट्रॉन कैथोड ग्रिड स्पेस में आगे और पीछे हो सकता है या कैथोड पर वापस लौट सकता है इसे कम करने के लिए इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को कम किया जाना चाहिए और उच्च वोल्टेज को लागू किया जाना चाहिए लेकिन इसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंसमें वृद्धि होगी अब अगली सीमा पर चलते हैं जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसीयों पर कन्वेंशनल ट्यूबगूंजने लगते हैं और एक रिजोनेंट सर्किट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्टके लिए कांस्टेंट है तो उच्च गेन प्राप्त करने के लिए हमें बैंडविड्थ के लिए समझौता करना चाहिए कन्वेंशनल ट्यूब की इस सीमा को रीएंट्रेंट कैविटीज़ या स्लो वेव स्ट्रक्चर्स का उपयोग करके माइक्रोवेव ट्यूब्स द्वारा दूर किया जा सकता है इन बातों की चर्चा मैं बाद में स्लाइड्स में करूंगा अब अगली सीमा स्क्रीन डेपथ है तो कंडक्टर की स्क्रीन डेपथ δ 1fद्वारा दी गई है जहां µ सामग्री की परमियांबिलिटी है s कंडक्टर की कंडक्टिविटी है f फ्रीक्वेंसी है तो स्क्रीन डेपथ फ्रीक्वेंसी के स्क्वायररूट के इनवर्सली प्रपोर्शनल होती है इसलिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है स्क्रीन डेपथ कम होती जाती है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीयों पर इस स्क्रीन डेपथ बहुत छोटी है तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीयों पर अधिकांश करंट सतह के माध्यम से बहती है या हम कह सकते हैं कि करंट प्रवाह के लिए इफेक्टिव एरिया घटता है और एक कंडक्टर का रजिस्टेंस RlAइसके द्वारा दिया जाता है जहां ρ सामग्री की रेजिस्टविटी है l कंडक्टर की लंबाई है A कंडक्टर का एरिया है इसलिए चूंकि यह इफेक्टिव एरिया स्क्रीन डेपथ से कम हो गया है इसलिए उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इस रजिस्टेंस के बढ़ने के कारण माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीयों पर अधिक कंडक्टर लॉसेस होंगे अब अगली सीमा रेडिएशन लॉसेस है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीयों पर वैक्यूम ट्यूबों के इलेक्ट्रोड पिंस रेडिएट करना शुरू कर देते हैं तो इस रेडिएशन के कारण रेडिएशन लॉसेस होगी अंतिम सीमा डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस है चूंकि फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होती है इसलिए डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ का लॉस टेजेंट बढ़ जाती है इसलिए माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीयों पर अधिक रेडिएशन लॉसेस होगा तो यह माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसीयों पर कन्वेंशनल ट्यूब की सीमाओं के बारे में है अब मैं माइक्रोवेव ट्यूब शुरू करूँगा माइक्रोवेव ट्यूब दो प्रकार की होती हैं एक है लीनियर बीम ट्यूब या O टाइप ट्यूब और दूसरा है फील्ड ट्यूब या M टाइप ट्यूब M टाइप ट्यूबों में DC मैग्नेटिक फील्ड और DC इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के लंबवतपरपेंडिकुलर होते हैं जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के लिए सामान्य है मैं बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा लीनियर बीम ट्यूबों में DC मैग्नेटिक फील्ड DCइलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर है और इस प्रकार के ट्यूबों में इलेक्ट्रॉनों को कैथोड से इंजेक्ट किया जाता है और उन्हें DC बीम वोल्टेज सेपोटेंशियल एनर्जी मिलेगी और इस पोटेंशियल एनर्जी को प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोवेव इंटरैक्शन क्षेत्र में चले जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है और माइक्रोवेव इंटरैक्शन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों को वहां मौजूद माइक्रोवेव क्षेत्र द्वारा एक्सीलरेट या डी एक्सीलरेट किया जाता है और इस एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स बंच बनाते हैं क्योंकि वे ट्यूब से नीचे जाते हैं और यह बंचड इलेक्ट्रॉनों करंट को उत्प्रेरित आउटपुट स्ट्रक्चर में करते हैं और उसके बाद वे आउटपुट स्ट्रक्चर में मौजूद माइक्रोवेव क्षेत्र को अपनी ऊर्जा देते हैं और उसके बाद उन्हें कलेक्टर द्वारा एकत्र किया जाएगा तो यह है कि कैसे इलेक्ट्रॉनों एक लीनियर बीम ट्यूब में कैथोड से कलेक्टर तक चलते हैं या यह एक लीनियर बीम ट्यूब का मूल कार्य है अब मैं लीनियर बीम ट्यूबों के वर्गीकरण पर चर्चा करूंगा लीनियर बीम ट्यूब्स दो प्रकार की होती हैं कैविटी टाइप और स्लो वेव स्ट्रक्चर टाइप कैविटी टाइप स्ट्रक्चर रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं और स्लो वेब स्ट्रक्चर्स नॉन रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं इन संरचनाओं में से प्रत्येक में कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं जो मैं इन दो संरचनाओं को कवर करने के बाद चर्चा करूंगी स्लो वेव स्ट्रक्चर में स्लो वेव्स नाम इस तथ्य से आता है कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को धीमा करने के लिए किया जाता है अब सवाल यह है कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को धीमा करने की आवश्यकता क्यों है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत धीमी गति से चलता है इसलिए इलेक्ट्रॉनों को माइक्रोवेव क्षेत्रों के साथ परस्पर प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है इसलिए इलेक्ट्रॉनों के संपर्क के समय को बढ़ाने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वेलोसिटी को कम करने की आवश्यकता है तो स्लो वेव स्ट्रक्चर्स दो प्रकार की होती हैं जो ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों की गति के आधार पर होती हैं पहले वेव फॉरवर्ड वेव है और एक अन्य वेव बैकवर्ड वेव है फॉरवर्ड वेव स्लो वेव स्ट्रक्चर के उदाहरण हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब और कपल कैविटी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब हैं और बैकवर्ड वेव स्ट्रक्चर बैकवर्ड वेव एम्पलीफायर्स और बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स हैं अब मैं एक एक करके इन माइक्रोवेव ट्यूबों पर चर्चा करूंगी तो आइए हम क्लेस्ट्रॉन से शुरू करें तो क्लेस्ट्रॉन ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब है जिसे या तो एक ऑसिलेटर्स के रूप में या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीयों पर एम्पलीफायर के रूप में संचालित किया जा सकता है क्लाईस्ट्रॉन में दो विन्यास होते हैं एक निम्न पावर माइक्रोवेव एम्पलीफायर होता है जो कि मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन होता है और एक और कम पावर माइक्रोवेव ओसीलेटर है जो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है तो चलिए पहले मल्टी कैविटी केस्ट्रोन से शुरू करते हैं तो यह एक टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का मूल रेखा चित्र है इसलिए मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन के कामकाज का विश्लेषण करने से पहले हमें मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन के कामकाज का विश्लेषण करते समय कुछ मान्यताओं को समझने की आवश्यकता है पहली धारणा यह है कि इनपुट RF सिग्नल की अवधि की तुलना में कैविटी गैप में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट टाइम बहुत कम है यह धारणा कैविटी गैप में इलेक्ट्रॉन के आगे और पीछे के मूवमेंट की उपेक्षा करने के लिए बनाई गई है या हम कह सकते हैं कि कैविटी गैप में इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन और अगली धारणा इनपुट RF सिग्नल एंप्लीट्यूड DC बीम वोल्टेज की तुलना में बहुत छोटा है इसका कारण भी पिछले एक जैसा ही है अगली धारणा यह है कि RF क्षेत्र पूरी तरह से कैविटी गैप में सीमित हैं और ड्रिफ्ट स्पेस में शून्य है यह धारणा बनाई गई है ताकि इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी को केवल इस कैविटी गैप में मॉड्यूलएट किया जाए इसलिए ड्रिफ्ट स्पेस में कोई वेलोसिटी मॉड्यूलेशन नहीं होगा और इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी केवल आउटपुट संरचना या आउटपुट कैविटी को स्थानांतरित की जाएगी अब अगली धारणा है कि इलेक्ट्रॉन कैथोड को शून्य प्रारंभिक वेलोसिटी के साथ छोड़ देते हैं और उसके बाद वे समान वेलोसिटी के साथ चलेंगे और अंतिम धारणा स्पेस चार्जेस के प्रभाव नेगलिजिबल हैं अब हम टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन देखते हैं एक टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन को व्यापक रूप से माइक्रोवेव एम्पलीफायर कि तरह इस्तेमाल किया जाता है जो वेलोसिटी और करंट माड्यूलेशन के सिद्धांत पर काम करता है इसमें टू कैविटी हैं एक इनपुट कैविटी है जिसे बंचर कैविटी भी कहा जाता है और दूसरा आउटपुट कैविटी है जिसे कैचर कैविटी भी कहा जाता है इस क्लेस्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों को कैथोड से इंजेक्ट किया जाता है और ये सभी इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन समान वेलोसिटी के साथ पहले कैविटी तक पहुंचेंगे और पहले कैविटी में इन इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी को पहले कैविटी में मौजूद इनपुट RF सिग्नल द्वारा मॉड्यूललेट किया जाएगा और इसे वेलोसिटीVELOCITY मॉड्यूलेशन कहा जाता है और इस वजह से वेलोसिटी मॉड्यूलेशन मैं इलेक्ट्रॉनों के बंच बनते हैं क्योंकि वे ट्यूब से नीचे गिरते हैं और इसे बंच फॉरमेशन कहा जाता है और इस बंच फॉरमेशन के कारण कैचर कैविटी में इलेक्ट्रॉन की घनत्व समय समय पर बदलती रहती है जिसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन बीम में करंट काAC घटक होता है जिसे करंट माड्यूलेशन के रूप में जाना जाता है इसलिए दूसरी कैविटी से गुजरने के बाद सभी इलेक्ट्रॉन दूसरे कैविटी में मौजूद माइक्रोवेव क्षेत्रों में अपनी काइनेटिक एनर्जी छोड़ देंगे और उसके कारण उनका वेलोसिटी कम हो जाएगा और वे कलेक्टर द्वारा एकत्र किए जाएंगे अब इसके कार्य को और अधिक विस्तार से देखें तो यह एक कैथोड है यह कलेक्टर है यह इनपुट कैविटी या बनचर कैविटी है यह कैचर कैविटी या आउटपुट कैविटी है इसलिए इनपुट RF सिग्नल यहां लागू किया जाता है और आउटपुट सिग्नल इसे दिया जाएगा तो ये गैपइनपुट कैविटी और आउटपुट कैविटी के हैं इन गैप को माइक्रोवेव इंटरैक्शन रीजन REGION कहा जाता है तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों को माइक्रोवेव क्षेत्र के साथ संपर्क किया जाएगा जो कैविटी में मौजूद है यह DC बीम वोल्टेज है जो कैथोड को दिया जाता है तो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट किया जाएगा और वे समान वेलोसिटी 𝛎02eV0m से आगे बढ़ेंगे जहां e इलेक्ट्रॉन चार्ज है V0 dc बीम वोल्टेज है और m इलेक्ट्रॉन का मास है यह वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को बराबर करके प्राप्त किया जा सकता है अब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी eV0 है और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 12m𝛎02 है जहां V0 dc बीम वोल्टेज है और 𝛎0 इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी है अब हम कहते हैं कि इस बंचर कैविटी तक पहुँचने का औसत समय t0 है और कैविटीछोड़ने का औसत समय tg है तो ट्रांजिट टाइम क्या होगा ट्रांजिट टाइम 𝞃tg t0 होगा और हम कहें कि इस कैविटी का अंतर d है तो ट्रांजिट टाइम tg t0 और यह वेलोसिटी से विभाजित दूरी के बराबर होगाd0 और ट्रांजिट कोण क्या होगा ट्रांजिट कोण θg⍵𝞃⍵d0 होगा अब इस कैविटी गैप में इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें बंचिंग प्रोसेस को देखना होगा तो हम कहते हैं कि यह वर्टिकल एक्स ट्यूब के साथ दूरी का प्रतिनिधित्व करता है और यह हॉरिजॉन्टल एक्सेस समय का प्रतिनिधित्व करता है और यह वेव इनपुट सिग्नल है अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक संदर्भ इलेक्ट्रॉन e0 है जो इस समय कैविटी में पहुंचता है इस समय इनपुट RF सिग्नल 0 है इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा तो हम कहते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन समय बाद ΔL पॉइंट या दूरी तक पहुंचता है मान लें कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है प्रारंभिक इलेक्ट्रॉन जो इस समय कैविटी तक पहुंचता है जब इनपुट सिग्नल नेगेटिव अधिकतम होता है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी न्यूनतम हो जाएगा और यह रेफरेंस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेगा या रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक समय लेगा तो हम कहते हैं कि यहΔL पॉइंट तक पहुंचेगा जो कि संदर्भ इलेक्ट्रॉन द्वारा लिए गए समय प्लस इस समय के बराबर है तो यह समय है ℼ2⍵or T4जहां T इनपुट सिग्नल की समय अवधि है इसलिए इस बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रारंभिक इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय संदर्भ इलेक्ट्रॉन प्लस इनपुट RF सिग्नल की समय अवधि का एक चौथाई समय लगेगा हम कहते हैं कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है जो लेट इलेक्ट्रॉन है जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कैविटी तक पहुंचता है जब इनपुट RF सिग्नल पॉजिटिव मैक्सिमा होता है तो इसका वेलोसिटी अधिकतम तक बढ़ जाता है और यह संदर्भ इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम समय लेगा तो हम कहते हैं कि समय लगता है इस पॉइंट तक पहुँचने में तो यह समय संदर्भ इलेक्ट्रॉन द्वारा समय लिया गया माइनस यह टाइम तो यह टाइम है इसलिए लेट इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय संदर्भ इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय माइनस एक चौथाई इनपुट RF सिग्नल की टाइम पीरियड का तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन बंच होंगे इस दूरी के बाद और इन इलेक्ट्रॉनों केवेलोसिटी की गणना केवल इस सूत्र द्वारा की जा सकती है 𝝂2eVm जहां V वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग होगा जोdc बीम वोल्टेज V0 प्लस वोल्टेज जो इस अंतर के पार होगा जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग होगा तो उस वेलोसिटी को डिजाइन किया जा सकता है इस सूत्र के उपयोग करके जो कि होता है 𝝂𝝂01V1Sag22V0 sin ⍵tg g2 तो यह इन इलेक्ट्रॉनों के माड्यूलेटेड वेव है जब वे वनचर कैविटी θgसे गुजरते हैं इसलिए बंच कैविटी के माध्यम से गुजरने के बाद वे बंच का निर्माण करेंगे क्योंकि वे ट्यूब में नीचे चले जाते हैं और कैचर कैविटी में गैप वोल्टेज का चरण ऐसा बना रहता है कि इलेक्ट्रॉन बीम रिटार्डिंग का सामना करती है जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस कैचर कैविटी को अपनी काइनेटिक एनर्जी प्रदान करते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी को छोड़ने के बाद इन इलेक्ट्रॉनों का वेग कम हो जाएगा और उन्हें कलेक्टर द्वारा एकत्र किया जाएगा तो यह दो कैविटी क्लेस्ट्रॉन का मूल कार्य है अब आइए हम व्यावहारिक रूप से उपलब्ध टू कैविटी के क्लेस्ट्रॉन के विनिर्देशों को देखें कुछ सैकड़ों किलोवॉट तक बीम वोल्टेज दिया जा सकता है व्यावहारिक रूप से उपलब्ध टू कैविटी क्लेस्ट्रॉनकी एफिशिएंसी 40 तक है और पावर आउटपुट औसत निरंतर पावर हैं वेव पावर आउटपुट 500 किलोवाट तक है और पल्स पावर दसियों मेगावाट तक है इन क्लेस्ट्रॉन का विशिष्ट गेन लगभग 30 DB है और गेन को और बढ़ाने के लिए इनपुट कैविटी और आउटपुट कैविटी के बीच रीएंन्ट्रेंट कैविटीज़ का उपयोग किया जा सकता है उदाहरण के लिए तीनकैविटीज़ क्लेस्ट्रॉन में तीन कैविटीज़ होती हैं एक इनपुट कैविटी है दूसरा एक आउटपुट कैविटी है और इन दोनों के बीच एक रीइंटरेंट कैविटी है यह रीवेंट्रेंट कैविटी इस तीन कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर की आउटपुट पावर बैंडविड्थ और एफिशिएंसी को बढ़ाती है अब पावर आउटपुट ट्यूब के रूप में क्लीस्टरोण एम्पलीफायरों के अनुप्रयोगों UHF टीवी ट्रांसमीटरों में हैं और स्ट्रेटोसफीय रस्केटर ट्रांसमीटरों उपग्रह संचार भू केन्द्रों में रडार ट्रांसमीटर में या हम कह वाइड बैंड उच्च पावर सं कम्युनिकेशन सिस्टम हैं और ग्लोबल रिसोर्स कॉर्पोरेशन में क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायरों का उपयोग हाइड्रोकार्बन को प्राकृतिक गैसों में बदलने के लिए किया जाता है और इनक्लीस्टरोण एम्पलीफायरों का उपयोग परीक्षण के लिए उच्च पावर को उत्पन्न करने के लिए दुनिया की कई प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है और इन एम्पलीफायरों में कुछ चिकित्सा अनुप्रयोग भी हैं जैसे विकिरण ऑन्कोलॉजी तो यह सब क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायरों के अनुप्रयोगों के बारे में है अब उसे संक्षेप में बताते हुए जो हमने आज पड़ा है पहले हमने कन्वेंशनल ट्यूब और फिर उनकी उच्च फ्रीक्वेंसी सीमाएँ पर चर्चा की उसके बाद हमने माइक्रोवेव ट्यूबों लीनियर बीम ट्यूबों के वर्गीकरण पर विस्तार से चर्चा की और फिर टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन और टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन के कार्य सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉनऔर उनकी धारणाएं फिर हमने व्यावहारिक रूप से उपलब्ध टू कैविटी क्लेस्ट्रॉनके विनिर्देशों और इन क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायरों के अनुप्रयोगों पर चर्चा की अगले व्याख्यान में मैं रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब पर विस्तार से चर्चा करूंगी धन्यवाद